दोस्तों आज हम स्वयं को प्रेरित करने के बारे मे और स्व प्रेरणा के साथ स्वयं को प्रेरित करने के बारे में बात करेंगे और इस विषय में हम प्रेरणा और स्व प्रेरणा स्वयं प्रेरक प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे और फिर हम स्वयं को प्रेरित करने के लिए कुछ रणनीतियों को प्राप्त करने के लिए तंत्र को तोड़ने के लिए स्व प्रेरणा से जोड़ेंगे प्रेरणा लैटिन शब्द मोवरे से ली गई है जिसका अर्थ है 'आगे बढ़ना' और प्रेरणा का संबंध उस बल उत्तेजना या प्रभाव से है जो लोगों को उन चीजों को करने के लिए प्रेरित करता है जो वह कार्रवाई या व्यवहार के लिए कहते हैं भारतीय मनोवैज्ञानिक दार्शनिक प्रणालियों के साथ साथ फ्रायडियन प्रणालियों में प्रेरणा खुशी प्राप्त करने और दर्द से बचने के लिए कोई चीज़ है वैचारिक रूप से प्रेरणा के3 घटक हैं एक दिशा है व्यक्ति क्या करने की कोशिश कर रहा है प्रयास व्यक्ति कितना कठिन काम कर रहा है हठ कब तक एक व्यक्ति यह करना जारी रखता है उस व्यक्ति की कहानी लीजिए जो मिलोनी में एक मूर्ति बना रहा था मिलोनी इटली में शहर है और मूर्तिकार एक शहर के कोने में मूर्ति बना रहा था पास में एक और मूर्तिकार खड़ा था उसने मूर्ति के निर्माता से पूछा आप इतना प्रयास क्यों कर रहे हैं और इसे लगातार कर रहे हैं और क्योंकि यह प्रतिमा शहर के कोने में स्थित है कोई भी इसे देखने नहीं आएगा तो प्रतिमा के निर्माता ने उत्तर दिया अगर मुझे यह नहीं दिखता है कम से कम भगवान इसे देख रहे है इसलिए मैं अपने विवेक के अनुसार काम करूंगा यहां यह दूसरे व्यक्ति को प्रतीकात्मक संदेश देता है यह बताता है कि जर्जर कार्य मुझसे अपेक्षित नहीं है जो काम मुझे करना चाहिए उसमें उत्कृष्टता और पूर्णता की मुहर होनी चाहिए और जब मूर्तिकार प्रतिमा बना रहा था तो वह इसे करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था और वह प्रतिमा के पूरा होने तक नौकरी निलंबित नहीं कर रहा था या दूसरों के साथ सामाजिकता कर रहा था तो यह किसी विशेष कार्य को करने के लिए व्यक्ति की प्रेरणा को दर्शाता है और इस संदर्भ में आइए अब चर्चा करते हैं कि यह प्रेरक प्रक्रिया क्या है और प्रेरक प्रक्रिया चुनती है कि व्यक्ति के कुछ अधिकार आवश्यकताएं और इच्छाएं या अपेक्षाएं हैं जरूरतें शारीरिक हो सकती हैं या यह सामाजिक हो सकती हैं निचले क्रम की जरूरतें भोजन कपड़ा और आश्रय की जरूरतें हैं उच्च क्रम की जरूरतें आत्मसम्मान प्राप्ति या प्रेम और संबद्धता की जरूरत हो सकती हैं इस प्रकार इसकी आवश्यकता तब होती है जब ये व्यक्ति के अनुसार संतुष्ट नहीं होते हैं कुछ तनाव उत्पन्न हुए हैं और इन तनावों से कुछ आंतरिक या बाहरी व्यवहार होते हैं और व्यक्ति के बाहरी और आंतरिक व्यवहार से व्यक्ति लक्ष्य तक पहुँचता है और वहाँ की आवश्यकता को पूरा करता है जिससे तनाव में कमी और संतुष्टि की आवश्यकता है लेकिन इंसान हर समय एक वांछित जानवर है अगर एक को संतुष्ट किया जाता है तो दूसरी जरूरत को पूरा करना होगा फिर से व्यक्तिगत तनाव पैदा हो जाएगा फिर से आप व्यवहार दिखाएंगे और उस लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयास करेंगे जो वह प्राप्त करना चाहता है लेकिन लक्ष्य पर व्यवहार या गतिविधियों के बीच में कुछ बाधाएं बाधाएं हो सकती हैं ताकि व्यक्ति लक्ष्य तक न पहुंच सके यदि व्यक्ति आईआईटी से स्नातक बनने के लिए लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है तो उस स्थिति में उसे स्नातक योग्यता परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए मान लें कि वह अर्हता प्राप्त नहीं करता है यदि वह योग्य नहीं है तो उस स्थिति में लक्ष्य का एहसास नहीं होता है वह गंभीरता से अध्ययन कर रहा है प्रयास कर रहा है काम कर रहा है नियमित रूप से उसके लिए व्यायाम कर रहा है ताकि वह गेट परीक्षा में अच्छी रैंक ला सके और आईआईटी में स्नातक की पढ़ाई के लिए प्रवेश कर सके अगर वह गेट में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है स्वचालित रूप से विफलता है वह लक्ष्य तक पहुंचने में सक्षम नहीं है और विफलता व्यक्ति के हिस्से में रक्षात्मक प्रतिक्रिया के संदर्भ में निराशा आक्रामकता या कुछ प्रतिपूरक व्यवहार को जन्म दे सकती है हम सभी विफलता से मिलते हैं असफलता सफलता की सीढी है कुछ लोग कुछ असफलताओं के साथ वहाँ हैं वे निराश हो जाएंगे वे आक्रामक हो जाएंगे वे कुछ रक्षात्मक प्रतिक्रिया तंत्र दिखाएंगे लेकिन कुछ अन्य व्यक्ति ऐसे हैं जो असफलताओं के साथ फिर से प्रयास करेंगे जब तक कि वे सफलता तक नहीं पहुंच जाते और इसे कहा जाता है कार्यात्मक मुकाबला एक ऐसा व्यक्ति कार्यात्मक मुकाबला है जहाँ असफलता हताशा आक्रामकता से जुड़ी होती है दूसरे व्यक्ति के साथ पहचान उसके व्यवहार को सही ठहराने के लिए या उसके व्यवहार को तर्कसंगत बनाने के लिए सही कारण के मामले में गलत कारण बताकर और कुछ लोगों के एसे होते है जो लक्ष्य को मोड़ देंते है अगर मैं आईआईटी में प्रवेश नहीं कर सकता हूं तो मैं स्नातक करने के लिए कुछ अन्य कॉलेजों में जा सकता हूं इसलिए हम सभी एक विकल्प लक्ष्य के लिए जाते हैं लेकिन मुख्य लक्ष्य में निरंतर विफलता कुछ व्यक्तियों में निराशा पैदा करेगी और वे खुद को न्यायोचित ठहराने के लिए रक्षात्मक प्रतिक्रया का सहारा लेंगे जबकि अन्य व्यक्तियों के लिए हर विफलता सीखने के लिए एक कदम होगी और वे विकसित होते हैं और वे अपनी गलतियों से सीखेंगे और वे खुद को विकसित करेंगे और वे कठिनाइयों को पार करेंगे और इसे एक कार्यात्मक मुकाबला व्यवहार कहा जाता है निरंतर असफलता के साथ अगर हर समय व्यक्ति रक्षात्मक प्रतिक्रया हताशा आक्रामकता प्रतिपूरक व्यवहार को दिखाता है तो उस स्थिति में व्यक्तियों का सामान्य व्यवहार असामान्य रूप से सबसे ऊपर आता है और इसे व्यवहार विरोधी मैथुन व्यवहार कहा जाता है इनके बारे में कहा गया है कि यह प्रेरणा मूल रूप से एक संतोषजनक और व्यवहार की तलाश का लक्ष्य है यहां तक कि अगर यह दिशा तीन आयामों को आपने पहचाना है जो मूल रूप से दिशा प्रयास और दृढ़ता है तो यह व्यवहार की मांग करने वाला एक संतोषजनक और लक्ष्य है और इस प्रेरणा की कुछ विशेषताएं हैं एक यह है कि प्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक शक्ति है जो किसी व्यक्ति की प्रतिबद्धता की डिग्री में योगदान करती है इसमें लक्ष्य प्राप्ति के लिए ड्राइव और इच्छाएं शामिल हैं जो मानव कार्रवाई की दिशा तीव्रता और निरंतरता को नियंत्रित करती हैं जैसा कि मूर्ति के निर्माता के मामले में आप समझ सकते हैं कि जब आप मूर्ति बना रहे हैं उस समय आप लगातार नौकरी में ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि वह क्या कर रहा था और आप लगातार प्रयास कर रहे हैं ताकि नौकरी पूरी हो जाए और वह चैट नहीं कर रहा है या वह नौकरी पूरा होने तक दूसरों के साथ बातचीत या सामाजिक मेलजोल नहीं कर रहा है और वह नौकरी में उसकी दृढ़ता थी इसी तरह इच्छाओं और ड्राइव के कारण व्यवहार होता है लेकिन वे व्यवहार का परिणाम हो सकते हैं उदाहरण के लिए एक व्यक्ति की उपलब्धि की इच्छा को एक पसंदीदा लक्ष्य प्राप्त करने से प्राप्त संतुष्टि के द्वारा शोक गीत गाने वाला कीनर Keener बनाया जा सकता है या यह विफलता से सुस्त हो सकता है प्रेरणा पर्यावरण से स्वतंत्र नहीं है उदाहरण के लिए व्यापार में लोग जिनके पास उत्कृष्टता गुणवत्ता और सेवा के लिए प्रतिष्ठा है वे अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए एक ही विधान Fashion फैशन में जारी रखते हैं और यह भी कि जो चीज एक व्यक्ति को प्रेरित करने वाला है वो दूसरे व्यक्ति के लिए समान नहीं हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए पैसा एक प्रेरक हो सकता है लेकिन जैसे जैसे वो जीवन में बढ़ता है तब मस्तिष्क की इच्छा पेट की इच्छा पर हावी होती है व्यक्ति कुछ ऐसा करना चाहता है जिसके द्वारा वह समुदाय के लिए कुछ योगदान दे सके वह उत्कृष्ट काम कर सकता है जिसे मान्यता दी जाएगी इसलिए बढ़ती उम्र के साथ मस्तिष्क की इच्छा हावी हो जाती है जो शायद इस मामले में नहीं होती है जब कोई एक व्यवसाय कैरियर -Career शुरू करता है और प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रेरणा समय समय पर बदलती है भले ही व्यक्ति उसी तरह व्यवहार करता है यदि व्यक्ति को संगठन में काम करके पदोन्नति मिल रही है अगली बार एक बार जब उसे पदोन्नति मिल जाएगी तो वह और अधिक पदोन्नति पाने के लिए कड़ी मेहनत करेगा तो इसलिए व्यक्ति की प्रेरणा समय समय पर बदलती है और लोगों की प्रेरणा इस चारित्रिक दृष्टिकोण से परे है यह विचार से आता है तुम गधे के सामने गाजर दिखाओ और उसे छड़ी से पीछे मारो गधा हिल जाएगा यह मानव के मामले में समानांतर है कि आप पैसे देते हैं व्यक्ति को कुछ चीजें करने के लिए प्रेरित किया जाएगा और वित्तीय इनाम पूरी तरह से प्रेरणा से जुड़ा हुआ है लेकिन उन लोगों के बारे में सोचें मदर थेरेसा महात्मा गांधी जैसे महान प्रेरित लोग एक कारण से प्रेरित थे और वे इसे हासिल करना चाहते थे वे पैसे से प्रेरित नहीं थे तो इसलिए आपका आंतरिक कोर क्या करना चाहता है आपका आंतरिक स्वयं आपको क्या करना चाहता है जो आपके व्यवहार का नोदक होगा और आप पाएंगे कि आपको ऐसा करने का जुनून है और अंतिम मे प्रेरणा के लिए आवधिक रिचार्जिंग की आवश्यकता होती है सर्दियों के महीनों में आप लगातार हीटर को चालू रखते हैं ताकि कमरे में गर्मी हो अगर आप बंद कर देते हैं तो गर्मी से बच जाएगा और ठंड का अनुभव होगा इसी तरह एक बार जब लोग प्रेरित होते हैं तो संगठनों में परिस्थितियों और माहौल को इस तरह से बनाया जाना चाहिए ताकि प्रेरणा को तब तक कायम रखा जा सके जब तक कि उनके लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जाता है कोचिंग परामर्श सलाह शिक्षा लक्ष्य की तलाश में भागीदारी लक्ष्य निर्धारण में भागीदारी समस्या को हल करने निर्णय लेने के माध्यम से शर्तों को इस तरह से मांगा जाना चाहिए ताकि संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने तक व्यक्ति की प्रेरणा बनी रहे या उत्पादकता मंच पानाहिट Hit करना है प्रेरणा की विशेषताओं के बारे में कहा की आप आसानी से समझ सकते हैं कि प्रेरित लोग वे हैं जो अपनी सुस्ती को ऊर्जा हैं इच्छा को दृढ़ निश्चय मे आकांक्षा को उपलब्धि मे बादल सकते है और अपने कौशल का गैर उपयोग और रवैये को इसके समान उपयोग मे बादल सकते है और प्रेरित लोग वे जिम्मेदारी लेंगे वे स्वेच्छा से प्रयास करेंगे वे अपनी गुणवत्ता का सबसे अच्छा पालन करेंगे प्रदर्शन करेंगे और संगठन की सेवा के लिए प्रतिबद्ध महसूस करेंगे गैर प्रेरित लोगों के मामले में आपको अनुपस्थिति बढ़ी हुई दुर्घटनाएं कच्चे माल की बर्बादी हिंसक व्यवहार अनुशासनहीनता काम की बुरी आदतें उदासीनता कोडांतरण असेंबलिंग Assembling में त्रुटियां सामग्री दाखिल करने और रिपोर्टिंग करने में समस्या होगी एक बार जब यह डिमोटिनेटेड लक्षणों की सतह हो जाता है तो संगठन या पर्यावरण द्वारा कदम उठाए जाने चाहिए ताकि उपबोधन काउंसलिंग - Counseling पुरस्कार या अन्य साधनों के माध्यम से कर्मचारियों के शिथिल को गिरफ्तार किया जा सके और इन प्रेरणाओं की व्याख्या करने के लिए कई सिद्धांत हैं और वह सिद्धांतों को मोटे तौर पर 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है एक को सामग्री सिद्धांत कहा जाता है दूसरे को प्रक्रिया सिद्धांत कहा जाता है सामग्री सिद्धांत ज़रूरते और यह ज़रूरते किस तरह व्यक्ति को आगे बड़ाती है और व्यक्ति को किस तरहा कम करने के लिए प्रेरित करती है के बरेमे बताता है इसके विपरीत प्रक्रिया सिद्धांत बोलता है कि व्यक्ति कैसे प्रेरित महसूस करता है व्यक्ति के दिमाग में क्या चलता है किसी व्यवहार को आरंभ करने जारी रखने या रोकने के बरेमे और कूच सिद्धांत जो मैंने उल्लेख किया है जो आत्म प्रेरणा के लिए प्रासंगिक हैं और इस पर चर्चा की जाएगी मास्लो के सिद्धांत Maslows Theory में संक्षेप में कहें यह कहता है कि पदानुक्रम में पाँच ज़रूरतें होती हैं और व्यक्ति जो आप पारदर्शी रूप में देखते हैं जैसा कि आप यहाँ देखते हैं व्यक्ति एक के बाद एक जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करेगा पहले आप भूख प्यास सेक्स इत्यादि जैसे शारीरिक आवश्यकताओं की आवश्यकता को पूरा करेंगे फिर आप घर की सुरक्षा और सुरक्षा की जरूरतों को पूरा करेंगे जैसे कि एक अच्छे सामुदायिक क्षेत्र में रहना फिर आप अपनेपन और प्यार की जरूरतों को पूरा करेंगे जहां वह प्यार दे सकता है और प्यार प्राप्त कर सकता है तो आप योग्यता के माध्यम से कौशल ज्ञान और रवैया रखने और दूसरों से मान्यता प्राप्त करने के लिए आत्म मूल्य की जरूरतों को पूरा करेंगे और अंत में आप आत्म बोध की जरूरतों को पूरा करेंगे आत्म बोध की जरूरत है कि व्यक्ति वही करेगा जो वह आंतरिक रूप से करना चाहता है और आंतरिक उच्च स्वयं है जो व्यक्ति आंतरिक रूप से करना चाहता है वह हो सकता है कि व्यक्ति एक अच्छा माता पिता या एक अच्छा कलाकार बनना पसंद करें मान्यता प्राप्त कलाकार या एक वैज्ञानिक या एक वकील या एक अच्छा जीवन साथी बनना चाहता हो तो इसलिए जो हम आंतरिक रूप से करना चाहते हैं यदि हम वह बन सकते हैं वह आत्म साक्षात्कार का चरण है हालांकि आधुनिक संगठनों में आत्म बोध शायद ही होता है क्योंकि वे यह जोड़ने में विफल होते हैं कि व्यक्ति आंतरिक रूप से क्या करना चाहता है और वह काम पर क्या कर रहा है यदि दोनों के बीच उचित संबंध है तो व्यक्ति संगठनों में काम करते समय अपनी आत्म बोध की जरूरतों को पूरा करेगा अगला एक और हर्ज़बर्ग का सिद्धांत है जो एक दो कारक सिद्धांत है सिद्धांत कारक हैं आंतरिक और बाहरी हैं बाहरी कारक नौकरी के लिए बाहरी होते हैं जैसे काम के घंटे आपके अतिरिक्त लाभ वेतन कल्याण सुविधाओं को सीमित करते हैं ये नौकरी के लिए बाहरी हैं इसलिए व्यक्तिगत रूप से बाहरी संबंधित नौकरी से संबंधित बाहरी कारक सहकर्मियों के साथ संबंध अधीनस्थों और संबंध वरिष्ठों के साथ संबंध हैं और कुछ निश्चित आवश्यकताएं हैं जिन्हें आंतरिक कहा जाता है जिसका अर्थ है जब व्यक्ति नौकरी कर रहा है अगर व्यक्ति को लग रहा है कि वह बढ़ता जा रहा है उपलब्धि की भावना है उन्नति की भावना है और नौकरी रोमांचक है और व्यक्ति के लिए चुनौतीपूर्ण है जिसे आंतरिक आवश्यकताएं कहा जाता है और मुख्य विषय यह है कि आंतरिक आवश्यकताएं बाहरी जरूरतों की तुलना में व्यवहार के प्रेरक हैं और यह लंबे समय से 1960 के आसपास नौ में था कि यह सिद्धांत अस्तित्व में आया और 2 कारक मॉडल को स्वीकार किया गया इसी तरह मैक क्लेलैंड एक और आवश्यकता सिद्धांत है जो तीन प्रकार की जरूरतों के बारे में बात करता है जैसे उपलब्धि की आवश्यकता जो अतीत की तुलना में कुछ बेहतर करने की इच्छा का उल्लेख करती है और संबद्धता की आवश्यकता होती है संबंध स्थापित करने की इच्छा और शक्ति की आवश्यकता है जो इच्छा है दूसरों पर प्रभाव डालने के लिए व्यक्ति की ओर से क्षमता के बारेमे बताता है तो इन जरूरतों की आवश्यकता होती है और इसे सिखाया जा सकता है और उपलब्धि की यह आवश्यकता उद्यमी क्षमता के साथ समान है और यह आवश्यकताएं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती हैं उपलब्धि उन्मुख व्यक्ति हर समय अतीत की तुलना में बेहतर करने की कोशिश करते हैं वे कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो समाज को लाभान्वित करे और उनके द्वारा अर्जित धन के बजाय अपने व्यक्तिगत महत्व को बढ़ा सके लेकिन यहां व्यक्ति को उपलब्धि की आवश्यकता है जो व्यक्ति लगातार प्रतिक्रिया प्राप्त करना चाहता है वह कितना अच्छा कर रहा है और यदि उपलब्धि की आवश्यकता है जहाँ आपकी सफलता को लगातार बढ़ाने की इच्छा होती है उस स्थिति में यदि असफलता का डर सफलता के भय से अधिक है तो व्यक्ति जीवन में सफल नहीं होगा यदि सफलता की उम्मीद विफलता के डर से अधिक है तो यह व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा और इसी तरह अन्य सिद्धांत भी हैं और प्रक्रिया सिद्धांत यह कहता है कि न्याय में मैं अपने अनुभव के संदर्भ में संगठन को कुछ चीजें दे रहा हूं मेरे कौशल ज्ञान और रवैया और नौकरी के प्रदर्शन के संदर्भ में और पारिश्रमिक और अन्य चीजों के मामले में मुझे नौकरी से क्या मिल रहा है इसलिए व्यक्ति ने अपने आउटपुट और उसके इनपुट या व्यक्तियों के परिणामों की तुलना दूसरों के इनपु द्वारा विभाजित की है साथ टी यदि यह समान है तो वह न्याय का अनुभव करता है अन्यथा अन्याय होगा जो चिंता तनाव हताशा का कारण बनेगा संगठन को छोड़कर अन्य कर्मचारियों को संगठन को छोड़ने के लिए राजी करेगा एक अन्य सिद्धांत वूमन के प्रत्याशा सिद्धांत का कहना है कि बल प्रत्याशा के कार्य के साथ संयुजता में कार्य करता है और यहाँ संयुजता एक परिणाम का आकर्षण है जबकि प्रत्याशा का विस्तार होता है जो एक व्यक्ति का मानना है कि कुछ परिवर्तन मे एक विशेष परिणाम होगा जिसका अर्थ है अगर मैं कड़ी मेहनत करता हूं तो यह पदोन्नति और कड़ी मेहनत से पहले होगा हर दिन पहले मैं अपने ग्राहकों को कॉल करूंगा ताकि मैं और अधिक उत्पाद बेच सकूं और ये कड़ी मेहनत पदोन्नति की ओर ले जाएगा और मेरी नौकरी की जिम्मेदारी को बढ़ावा मिलने से मुझे लग सकता है कि यह मेरे लिए आकर्षक हो सकता है या यह मेरे लिए अनाकर्षक हो सकता है तो व्यक्ति यदि वह महसूस करता है पदोन्नति मिलने से मुझे निकाल दिया जाएगा मैं लक्ष्य पूरा नहीं कर पाऊंगा तो उसके लिए एक नकारात्मक भाव है यदि व्यक्ति को लगता है कि पदोन्नति मिलने से मुझे सामाजिक मान्यता मिल जाएगी तो मेरी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा और इसी तरह इसका मतलब यह है कि संयुजता मिल गई है इसे सकारात्मक मूल्य मिल गया है इन दोनों चीजों का गुणक बल तय करता है कि उसके पास कार्य करने के लिए बल होगा या नहीं इसे साधारण शब्द अभिप्रेरणा में रखें जो यह निर्धारित करता है कि लोग अपने प्रयास के लिए पुरस्कार के रूप में क्या अपेक्षा करते हैं और पुरस्कार के लिए संलग्न मूल्य का क्या महत्व है एक अन्य सिद्धांत एक लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत है जिसमें उल्लेख किया गया है कि यदि व्यक्ति स्वयं लक्ष्य निर्धारित करता है और भले ही यह एक कठिन लक्ष्य हो तो व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त करेगा एक विशिष्ट महत्वपूर्ण और कठिन अप्राप्य लक्ष्य जब स्वीकार किया जाता है तो एक सामान्य महत्वहीन और आसान लक्ष्य की तुलना में उच्च प्रदर्शन होता है इसलिए इस संदर्भ में आत्म प्रेरणा जब इसका मतलब है कि यदि व्यक्ति स्वयं लक्ष्य तय करता है और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए निर्दिष्ट करता है तो वह आसानी से इसे प्राप्त कर लेगा इन के संदर्भ में आपको इन सैद्धांतिक संभावनाओं को रखने के बारे में बात करनी है हम आत्म प्रेरणा के बारे में बात करेंगे प्रेरणा पर अधिकांश शोध पश्चिमी देशों के कारखाने प्रकार के संगठन में आयोजित किए जाते हैं जहां मशीन रूपक हावी है आदमी पहिया में एक दलदल की तरह हो ने की और अधिक संभावना है वह एक रोबोट की तरह है और इसके स्विच को क्रमशः पुरस्कार और दंड और सभी प्रक्रिया सिद्धांतों और आपके द्वारा सीखी गई सामग्री के सिद्धांत को लागू करना होगा प्रमुख विषय यह है कि कर्मचारी अधिक मेहनत और होशियारी से काम करेंगे जब उन्हें कुछ विशिष्ट आर्थिक पुरस्कार दिए जाएँगे जैसे कि वेतन वृद्धि बोनस प्रदर्शन आधारित क्षतिपूर्ति इत्यादि लेकिन स्व जागरूक मानव इस इनपुट आउटपुट कैलकुलस से परे है हमने ऐसे उदाहरण देखे हैं जहां हर कोई हर किसी के लिए समान लगता है लेकिन एक व्यक्ति निर्णय लेता है और अपनी ऊर्जा और प्रयासों का निवेश करता है जबकि अन्य बस वापस आ जाते हैं समान प्रयोगशाला में शिक्षा के अनुभव और योग्यता के समान स्तर के साथ और एक ही बुनियादी ढांचे के साथ कुछ वैज्ञानिक अपने सहयोगियों से आगे क्यों निकलते हैं क्यों कुछ कर्मचारी समान परिचालन स्थितियों के तहत अपने साथियों से भी अधिक प्रदर्शन करते हैं तो इसका उत्तर यह है कि यदि कोई काम करने की इच्छा रखता है तो आप काम करेंगे और वह वही है जो आत्म प्रेरणा है और आप बिना किसी अड़चन सहयोगियों का असहयोग संसाधनों की कमी के संकेत दिए बिना लक्ष्य पूरा करने के तरीके और साधन प्राप्त करेंगे इसलिए १९९५ में टाटा स्टीलटीएटीए Steel के वार्षिक कैलेंडर में सही ढंग से काम करने के लिए शीर्ष इच्छा जीतने की इच्छा का उल्लेख किया गया है और इस आत्म प्रेरणा को जब आप सफलता की कुंजी के बारे में बात करते हैं तो आप स्वयं को जान सकते हैं कि मै कौन हूँ मेरे जीवन के लक्ष्य क्या हैं और एक असाधारण जीवन बनाएंगे आपको अध्ययन करने में परेशानी हो सकती है आपको व्यवसाय में परेशानी हो सकती है दूसरों के साथ बातचीत करने में परेशानी हो सकती है या काम में व्यस्त महसूस हो सकता है या आप एक लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं या तदनुसार आप अपने लिए एक दृष्टि निर्धारित कर सकते हैं और दृष्टि यह है कि यह एक तस्वीर आपके मन मे है जो आप चाहते हैं वह आपके जुनून के साथ मेल खाना चाहिए और आपको उसके लिए प्यार होना चाहिए अपने जीवन के लिए दृष्टि का पता लगाने के लिए अपने भीतर की आवाज को सुनें आप आंतरिक रूप से जो करना चाहते हैं उसे प्रतिबिंबित मनन और कल्पना करें और जब आप अपने आप से पूछें कि मैं आंतरिक रूप से क्या करना चाहता हूं तो इसका मतलब है व्यक्ति में आंतरिक आत्म क्या वह करना चाहता है या बाहरी स्व की तुलना में वह क्या करना पसंद करता है बाहर आएगा और इसलिए आइंस्टीन ने कहा यदि आप एक खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं तो इसे एक लक्ष्य के लिए बन्दले लोगों या वस्तुओं के लिए नहीं और इसके लिए अपनी दृष्टि और जुनून के साथ स्वयं को प्रेरित महसूस करें सबसे पहले यह है कि आप एक SWOT विश्लेषण करते हैं SWOT विश्लेषण ताकत के बारे में बोलता है यह स्वयं की ताकत के बारे में स्वयं की कमजोरी के बरेमे बोलता है जो व्यक्तिगत विशिष्ट है यह उन अवसरों और खतरों के बारे में भी बोलता है जो सूक्ष्म वातावरण में उपलब्ध हैं उदाहरण के लिए कहते हैं आप एक अच्छे शोधकर्ता बनना चाहते हैं इसलिए एक अच्छा शोधकर्ता होने के लिए आपको एक संस्थान से या एक शैक्षिक कॉलेज से स्नातक होना चाहिए और एक अच्छा शोधकर्ता बनने के लिए पहला कदम यह है कि आपकी स्नातक की डिग्री और फिर आप कुछ राष्ट्रीय परीक्षाओं को लागू करते हैं फिर आप एमएस करेंगे उसके बाद आप UGC द्वारा आयोजित कुछ राष्ट्रीय परीक्षा या गेट वगैरह के लिए जा सकते हैं इसलिए एक बार जब आप राष्ट्रीय परीक्षा में बैठेंगे और राष्ट्रीय परीक्षा को पास कर लेंगे तब आप पीएचडीPhD कर पाएंगे इसलिए यदि आप अपने भीतर मानचित्र बनाते हैं तो आपकी ताकत वैसी हो सकती है आपके पास अच्छे विश्लेषणात्मक कौशल हों आपके पास माइंड सेट प्रतिबिंबित हो जैसे आप लिस्टिंग पर जाएंगे आप अच्छे गणितीय दिमाग के हो सकते हैं और आपके पास अच्छा मॉडलिंग कौशल होनेकी अधिक संभावना है आप अच्छे शोधकर्ता होने की संभावना रखते हैं लेकिन इसी तरह की कमजोरी आप प्रतिबिंबित करने के बाद अपने आप में 1 से 10 को इंगित कर सकते हैं आप इंगित कर सकते हैं कि मेरे पास अच्छी क्षमता है लेकिन एक ही समय में मेरे पास अच्छी अभिव्यक्ति शक्ति नहीं है मैं अंग्रेजी में बहुत अच्छा नहीं लिखता हूँ इसलिए यह आपकी कमजोरी हो सकती है आपके पास विश्लेषणात्मक कौशल चिंतनशील कौशल गणितीय क्षमता हो सकती है लेकिन साथ ही साथ जटिल समस्या को सुलझाने के कौशल भी हैं लेकिन साथ ही साथ आपके पास अच्छी भाषा कौशल के साथ साथ अभिव्यक्ति शक्ति नहीं है यह आपकी कमजोरी है और सूक्ष्म वातावरण में अवसर यह है कि आप एमएस का अध्ययन कर सकते हैं फिर आप राष्ट्रीय परीक्षा को साफ़ कर सकते हैं और एक अच्छे संस्थान में PhD करने के लिए इसमें प्रवेश कर सकते हैं पर्यावरण के लिए खतरा यह है कि यदि आपकी कमजोरी के संबंध में आपके पास अच्छी लेखन क्षमता नहीं है और यदि आपके पास अच्छी आर्टिकुलेशन पावर नहीं है तो हो सकता है कि एक अच्छी कंपनी आपको नौकरी न दे या आपको एक अच्छी शैक्षिक संस्थान मे नौकरी न मिले एक बार जब आप इस ताकत और खुद की कमजोरी को सूचीबद्ध करते हैं और सूक्ष्म वातावरण में उपलब्ध अवसरों और सूक्ष्म वातावरण में आपके सामने आने वाले खतरों को देखते हैं तो आप खतरों को पार करने के क्रम में समायोजन का मतलब है कि ओवरराइड कर सकते हैं शोध के अपने करियर के दौरान आपको क्या करना है आपको अपना लेखन कौशल विकसित करने के साथ साथ स्पष्ट करने की शक्ति भी विकसित करनी होगी ताकि आप और अधिक शोधपत्र प्रकाशित कर सकें और इसे उद्योग में या एक अच्छे शिक्षण संस्थान से पहचाना जा सके जहाँ शोध मे आप अपना करियर बना सकते हैं इसलिएSWOT विश्लेषण करने से आप उपलब्धि और कैरियर परिवर्तन को निखार कर सकते हैं और आप अपने नए कौशल ज्ञान और रुचियों को विकसित कर सकते हैं और आप खुद को प्रेरित कर सकते हैं और खुद को प्रेरित करने के लिए जैसा कि आपने पहले कहा है कि आत्म प्रेरणा के लिए लक्ष्य निर्धारण है नेताओं कार्यकारी सुधारकों और अन्य लोगों की सफलता की कहानी पढ़ें जो पुस्तक पत्रिकाओं इंटरनेट साइटों में उपलब्ध है और व्यापार तंत्र पत्रिकाएं और लॉक की गोल सेटिंग के अनुसार अपनी योग्यता पर विचार करते हुए एक मामूली कठिन चुनौतीपूर्ण लेकिन प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें क्योंकि यदि आप एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं जो आपकी योग्यता और क्षमता से परे है तो आप इसे प्राप्त नहीं कर सकते सेट लक्ष्यों को आपके जुनून के साथ जाने की जरूरत है जो मास्लो के सिद्धांत में स्व सक्रियता के जैसा है आपके पास इसे करने का एक प्यार होना चाहिए यदि लक्ष्य बहुत कठिन है यह सफल होना असंभव हो जाता है और लक्ष्य के प्रति नकारात्मक रवैया बनाता है यदि लक्ष्य बहुत आसान है तो यह कठिन काम करने के लिए प्रेरणा को मारता है एक स्व सेट कठिन लक्ष्य प्रभाव आपके ध्यान प्रयास और दृढ़ता को प्रभावित करता है और आपको अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करने और मुख्य लक्ष्य या दीर्घकालिक लक्ष्य को अलग अलग करने अल्पकालिक लक्ष्य की सामान्य के बजाय प्रत्येक लक्ष्य को अधिक विशिष्ट बनाने में सक्षम होना चाहिए लक्ष्यों की प्राथमिकता तय करें प्रत्येक लक्ष्य की सिद्धि के लिए समय सीमा निर्धारित करें सबसे आसान अल्पकालिक लक्ष्य के साथ प्रयास करें कार्य आरंभ करें अपने कौशल ज्ञान और दृष्टिकोण में सुधार करें और नरम अल्पावधिसॉफ्ट शॉर्ट टर्म Soft short Term लक्ष्य को पूरा करें और इसी तरह आप एक के बाद एक लक्ष्य को पूरा करेंगे जब तक आप दीर्घकालिक मुख्य लक्ष्य पूरा नहीं कर लेते और अपने कार्यों और नई विशेषज्ञता के आधार पर प्रतिक्रिया प्राप्त करें निबंध कि आप लक्ष्य के लिए कितनी अच्छी प्रगति कर रहे हैं हर सफलता के साथ अपने आप को पुरस्कृत करें दोस्तों के साथ मनाएं और इसी तरह से जारी रखें जब तक आप दीर्घकालिक लक्ष्य को पूरा नहीं कर लेते यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो योजना करना जांचना और कार्य करना है और यहाँ Deff की कहानी है बचपन से Deff ने सोचा कि एक होटल होगा जो दुनिया के सबसे अच्छे होटलों में से एक होगा एक लड़के के रूप में उनका बचपन बहुत अच्छा नहीं था माता पिता तलाकशुदा थे और वह अपने जैविक पिता से कभी नहीं मिले थे हर दिन उसने अपनी डायरी में लिखा कि मैं एक होटल बनाऊंगा जो दुनिया के सबसे अच्छे होटलों में से एक होगा इसलिए ऐसा करने के लिए उन्होंने अध्ययन के बाद काम करने की कोशिश की उन्होंने अध्ययन के बाद होटलों में काम करने की कोशिश की कुछ पैसे कमाए पैसे जमा किए जब अवसर आया तो उसने एक छोटे से होटल से शुरुआत की और जाने अनजाने कि वह जो भी पैसा निवेश कर रहा है वह पूरी तरह से नुकसान हो सकता है या यह पूरी तरह से सफल हो सकता है कि उसने पैसे का निवेश किया और उसने लगातार कड़ी मेहनत की अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की और अंत मे डेफ ने यूएसए में एक होटल बनाया जो अब 20 मिलियन डॉलर का व्यवसाय है तो यह है कि आप अपने लिए एक लक्ष्य कैसे निर्धारित कर सकते हैं इसे प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं व्यवसाय के बारे में जान सकते हैं व्यापार की चाल जान सकते हैं फिर व्यापार में प्रवेश करने का प्रयास कर सकते हैं फिर इस सफलता को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर सकते हैं और अंत में आप को उस लक्ष्य तक पहुंचना है जिसे आप आंतरिक रूप से प्राप्त करना चाहते हैं कभी कभी शुभचिंतकों गुरुओं से प्रेरणा लेते हुए वे आपकी प्रेरणा भी शुरू करेंगे आप कुरुक्षेत्रम के महान कार्यों के बारे में जानते हैं अर्जुन निराशा और हताशा से घिर गया था और नेक दिमाग के बुजुर्ग और उसके परिजन को हत्या करने के लिए अनिच्छुक था प्रेरक तर्क के साथ श्रीकृष्ण ने अर्जुन को अपने कर्तव्यों से अवगत कराया और उन्हें प्रेरित किया श्रीकृष्ण ने उल्लेख किया कि या तो युद्ध में मारे गए तो आप स्वर्ग को प्राप्त करेंगे या विजयी होकर आप पृथ्वी का आनंद लेंगे या तो इस मामले में आप केवल लाभार्थी होंगे युद्ध के मैदान में किसी का कर्तव्य निभाना ही एकमात्र रास्ता है जिससे इस तरह की बातचीत से मुक्ति मिलती है और इससे प्रेरणा लेकर श्रीकृष्ण ने अर्जुन को एक ऊँचे विमान पर चढ़ा दिया और इससे कार्रवाई का मार्ग प्रशस्त हुआ अतः अन्य लोग भी आपकी निष्क्रियता से क्रिया में परिणत करने के लिए आपके साथ हो सकते हैं कई गैर सरकारी संगठन जो ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे हैं और जो माइक्रो प्लानिंग में शामिल हैं वे भी लोगों की जरूरतों की पहचान करते हैं फिर लोगों की भागीदारी के साथ योजना तैयार करते हैं फिर योजना को अंजाम देते हैं वो लोग जो अंत मे अपने जीवन को बदल देते हैं इसलिए सफलता की आवश्यकता और लक्ष्य की पहचान से पहल करना एक कदम है जो ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म नियोजन के कारण भी है और जो हमने बताया है कि प्रेरणा सिर्फ मनोवैज्ञानिक नहीं है बल्कि जैव रासायनिक भी है यदि आप मस्तिष्क रसायन शास्त्र के बारे में कुछ जानते हैं तो आप अपनी प्रेरणा को तेज करने के लिए कुछ विशिष्ट तरीकों का उपयोग कर सकते हैं कम डोपामाइन का स्तर प्रेरणा की कमी थकान नशे की लत व्यवहार मूड स्विंग और स्मृति हानि का कारण बन सकता है मानव मस्तिष्क में लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन होते हैं वे न्यूरोट्रांसमीटर नामक मस्तिष्क रसायनों के माध्यम से एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो प्रेरणा उत्पादकता और किरांकेन्द्रफोकस Focus का प्रमुख कारक है फिर जानें कि अपने डोपामाइन को स्वाभाविक रूप से कैसे बढ़ाया जाए यहां कुछ सुझाव दिए गए हैं अपने आप पर विश्वास करें खुद की मानसिक फिल्में बनाकर प्रेरित होकर और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके एक पहचान पाने वाले के रूप में अपनी पहचान बनाएं आसपास के लोगों के साथ रहे अपने साथ दूसरों को भी घेरें जो आप पर भी विश्वास करते हैं अनुसंधान से पता चलता है कि कहा जा रहा है की आप दूसरों द्वारा अच्छा प्रदर्शन करेंगे डोपामाइन भी जारी करते हैं और मनोवैज्ञानिक शब्द में हम इसे आत्म प्रभावकारिता कहते हैं यदि व्यक्ति को लगता है कि वह प्रभावकारिता है तो वह प्रदर्शन करने की क्षमता प्रतिकूलताओं के साथ समायोजित करने की क्षमता या कठिनाइयों को पार करने की क्षमता से वह कर सकता है और सुखद अतीत की यादों को याद कर सकता है एक अध्ययन से पता चला कि किसी कार्य की सकारात्मक याद को याद करने और उसका वर्णन करने से उस क्षेत्र में प्रेरणा बढ़ती है तो अपने पिछले प्रदर्शन को उत्कृष्ट अतीत के प्रदर्शन को याद करें जो अतीत में या हाल के वर्तमान में आपकी सफलता हो सकती है एक प्राप्त लक्ष्य निर्धारित करें क्योंकि जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया था कि एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको उप लक्ष्यों के साथ प्रयास करना होगा और जब आप इस उप लक्ष्य के साथ प्रयास करते हैं तो डोपामाइन उत्पादित हो ता है जब हर बार जब आप कुछ हासिल करते हैं तो चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो मस्तिष्क लगातार प्रतिक्रिया का आनंद लेते हैं यह बताने के लिए कि चीजें अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ रही हैं सभी प्रकार के सहयोगात्मक शौक जैसे बुनाई सिलाई ड्राइंग वुडवर्किंग घर की मरम्मत ये सभी चीजें मस्तिष्क को ध्यान की स्थिति में लाती हैं ये गतिविधियाँ डोपामाइन को बढ़ाती हैं और मस्तिष्क की उम्र बढ़ने से बचाती हैं संगीत सुनना डोपामाइन को उत्पादित कर सकता है इसका मतलब यह नहीं है कि आप संगीत सुनकर यह भी सोच रहे हैं कि आप सिर्फ संगीत सुनने का अनुमान लगा रहे हैं डोपामाइन जारी कर सकते हैं मन का उपयोग करें क्योंकि आप बस इसका उपयोग करके मस्तिष्क के किसी भी सर्किट को अधिक मजबूत कर सकते हैं जिससे अगली बार स्वाभाविक रूप से उस रास्ते पर जाना आसान हो जाए यदि आप बुढ़ापे में मानसिक कार्य करते हैं तो मस्तिष्क केंद्र लगातार सक्रिय रहेगा खुद को खुश रहने के लिए हंसें औसत बच्चा दिन में 300 बार हंसता है लेकिन वयस्क दिन में केवल 5 बार हंसते हैं हँसी सबसे अच्छी दवा है एक तरह से हँसी दर्द को कम करने आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने और डोपिन के स्तर को बढ़ाकर खुशी बढ़ाने का काम करती है दूसरों के साथ व्यायाम करें ताकि आप दूसरों से यह संकेत प्राप्त कर सकें कि दूसरे कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं और वे कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं अन्य लोगों के प्रदर्शन आपके लिए प्रेरक होंगे कॉफी पिएं क्योंकि कॉफी को मस्तिष्क में डोपामाइन छोड़ने के साथ साथ आपके मानसिक ध्यान को बढ़ाने की क्षमता रखने के लिए जाना जाता है पौष्टिक भोजन लें जो आपको पसंद है वह डोपामाइन उत्पादित करेगा आपकी प्रेरणा आपके स्वयं के आत्मनिरीक्षण और मानसिकता में परिवर्तन और जीवन में अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए कुछ सक्रियताओं का अभ्यास करने पर आधारित है और यहां तक कि संगठन में भी व्यक्ति को प्रेरित करने के लिए अलग अलग तरीके हैं यदि आप खुद को कुछ चीजों को करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं जो जीवन में सफल होने और दूसरों से आगे निकलने का सबसे अच्छा तरीका है और आगे बढ़ें